मानव संसाधन प्रबंधन पर कक्षा में आपका स्वागत है हम व्यापार नैतिकता की चर्चा कर रहे थे अब हम इस विषय पर आगे बढ़ेंगे कि ये नैतिकता मानव संसाधन प्रबंधक के जीवन पर कैसे लागू होती हैं चलिए हम बात करते हैं यह जो भी हमने अब तक पढ़ा है मानव संसाधन प्रबंधक के निर्णय को कैसे प्रभावित करेंगे या उन्हें मानव संसाधन प्रबंधक की भूमिका में किन चीजों का सामना करना है स्रोत क्रिस्टी और क्रिस्टी क्रेन और मैटेन और गोमेज़ मेजिया और बाल्किन और कार्डीChristy Christy Crane Matten and Gomez Mejia Balkin Cardy तो वही किताबें HRM गतिविधियों के नैतिक पहलू पहला बिंदु जो हम यहां देखेंगे इसे ध्यानाकर्षण कहा जाता है बहुत बहुत कठिन स्थिति ध्यानाकर्षण क्या है ध्यानाकर्षण है जब एक वर्तमान कर्मचारी अनैतिक व्यवहार को प्रकट करने का फैसला करता है जिसमें उसका संगठन लिप्त है या सहकर्मी वगैरह लिप्त हैं ठीक है इसलिए ध्यानाकर्षण एक अच्छा विचार है जब फर्म की अपने उत्पाद या नीति के माध्यम से संभावना है कब ध्यानाकर्षण एक अच्छा विचार है आपको अपने साथियों पर या अपने संगठन पर सीटी कब बजानी चाहिए तो यह एक बहुत अच्छा विचार है आप कर सकते हैं मुझे नहीं पता लेकिन अगर फर्म अपने उत्पाद या नीति के माध्यम से कर्मचारियों या जनता के लिए गंभीर और काफी नुकसान पहुंचा सकता है तो आप इसे कर सकते हैं यदि आप देख सकते हैं कि निकट में हानि है यदि आप सुनिश्चित हैं कि संगठन जो कुछ भी कर रहा है वह किसी तरह से समुदाय को नुकसान पहुँचाएगा या जनता की भलाई या कर्मचारियों के लिए कुछ नुकसान पहुँचाएगा या लाएगा तो आप कर सकते हैं फिर तभी आपको इन गतिविधियों की रिपोर्ट करनी चाहिए तभी इन गतिविधियों को अनैतिक माना जा सकता है यहां दूसरा बिंदु यह है कि एक बार जब कर्मचारी किसी गंभीर खतरे की पहचान करते हैं तो वे इसे अपने तत्काल पर्यवेक्षक को रिपोर्ट करने में सक्षम होते हैं और अपनी नैतिक चिंता ज्ञात कराते हैं तो आपको हमेशा अपने तत्काल पर्यवेक्षक को बताना चाहिए क्या चल रहा है और क्या वे आपकी मदद कर सकते हैं उस गति विधि का हल करने में अपने संगठन के लिए किसी पर सीटी बजाने का फैसला करने से पहले तीसरी स्थिति जिसमें आप ऐसा कर सकते हैं जब आपके तत्काल पर्यवेक्षक ने चिंताओं के बारे में कुछ भी प्रभावी नहीं किया है आपको पता है किसी को कोई चीज नुकसान पहुंचाने वाली है आपने अपने तत्काल पर्यवेक्षक को बता दिया तत्काल पर्यवेक्षक ने फैसला किया है इसके बारे में कुछ ऐसा नहीं करने के लिए या इसके बारे में कुछ करने में सक्षम नहीं है और आप एक कर्मचारी के रूप में संगठन के भीतर अन्य आंतरिक प्रक्रियाओं और संभावनाओं को समाप्त कर चुके हैं आपने अपनी क्षमता में सब कुछ आज़माया आपने लोगों को इसकी सूचना दी आपने अपने पर्यवेक्षक से बात की है आप अवांछनीय गतिविधियों की रिपोर्ट करने के लिए संगठन के पास हर संभव विधि से गुज़रे हैं और अभी भी इससे कुछ नहीं निकला है उस समय आप ध्यानाकर्षण का सहारा ले सकते हैं जिसका अर्थ है आम जनता को बताना आम जनता का समर्थन लेना या शायद संगठन को अदालत में ले जाना कृपया ऐसा न करें जब तक कि आपके पास दस्तावेज़ साक्ष्य दस्तावेज़ प्रमाण न हों जो एक उचित निष्पक्ष पर्यवेक्षक को आश्वस्त करेगा कि कंपनी का उत्पाद या व्यवहार जनता या उपयोगकर्ता के लिए एक गंभीर और संभावित खतरा है आपको ध्यानाकर्षण का सहारा नहीं लेना चाहिए आपको ध्यानाकर्षण का सहारा तब तक नहीं लेना चाहिए जब तक कि आपके पास किसी के गंभीर नुकसान पहुंचाने वाले अभ्यास या उत्पाद के दस्तावेजी सबूत न हों सिर्फ इसलिए आपको लगता है कि यह गलत है इसे गलत नहीं माना जा सकता है और जब तक कि आपके पास दस्तावेजी सबूत नहीं हैं आपको कभी कुछ नहीं कहना चाहिए क्योंकि कानून आकस्मिक राय का समर्थन नहीं करता है अनुरूप टिप्पणियों का कानून समर्थन नहीं करता कानून केवल दस्तावेजी सबूतों का समर्थन करता है तो कृपया सावधान रहें कर्मचारी के पास अच्छे कारण हैं यह विश्वास करने के लिए सार्वजनिक रूप से वह यह सुनिश्चित करेगा कि आवश्यक परिवर्तन लाया जाएगा यह कोई कानूनी आवश्यकता नहीं है लेकिन यह एक व्यावहारिक सुझाव है ध्यानाकर्षण अपने साथ बहुत सारी कठिनाइयाँ लेकर आता है यदि आप उन कठिनाइयों का सामना करने के लिए तैयार हैं तो कृपया लेकिन यह एक बहुत अच्छा विचार नहीं हो सकता है सीटी को बजाने के लिए जब तक आप जानते हैं कि इसके बारे में कुछ किया जाएगा आप एक उत्पाद या एक अभ्यास के बारे में जानते हैं जो नहीं कर रहा है आप जानते हैं कि यह अच्छा नहीं कर रहा है या कहीं न कहीं कुछ गलत हो रहा है आपके पास दस्तावेजी सबूत हैं बेशक दस्तावेजी सबूतों के समर्थन में आपकी परिणाम प्राप्त करने की संभावना है जिसकी आपको आवश्यकता है लेकिन यदि दस्तावेजी सबूत पर्याप्त रूप से मजबूत हैं तो हर तरह से इसके साथ आगे बढ़े लेकिन कुछ बिंदु पर आपके लड़ाई जीतने के कुछ संकेत होने चाहिए मैं मुखबिर को हतोत्साहित करने की कोशिश नहीं कर रही हूँ कृपया इसे इस तरह से न लें इससे पहले कि आप ऐसा करने का फैसला करें आपको बहुत मजबूत होने की जरूरत है यदि आपने अपने सारे संसाधन खत्म कर लिए हैं और चीजें अभी भी ठीक नहीं हुई हैं हर तरह से आपको अपनी गर्दन बाहर करनी चाहिए क्योंकि अगर आप नहीं तो और कौन करेगा हम सभी को इस बिंदु पर खेल परिवर्तक बनने की जरूरत है तो लेकिन उसी समय में एक को व्यावहारिक होना चाहिए और इसलिए कृपया सुनिश्चित करें कि आपका दलील ठोस तर्क और हार्ड कोर दस्तावेजी साक्ष्य में निहित है और फिर हर तरह से जाइए और लड़ाई लड़ीए जिसे लड़ने के लिए आप बाहर हैं दूसरा मुद्दा जिसका मानव संसाधन प्रबंधक सामना करते हैं है कर्मचारी पुरस्कार मानव संसाधन प्रबंधक जब आप कहेंगे कैसे ध्यानाकर्षणसंबंधित है थोड़ा पीछे चलते हैं और आप कहेंगे कि ध्यानाकर्षण एक मानव संसाधन प्रबंधक के काम से कैसे संबंधित है एक मानव संसाधन प्रबंधक के रूप में कर्मचारियों की सहायता करना आपकी ज़िम्मेदारी है लेकिन जो सही है उसकी रक्षा करना भी आपकी ज़िम्मेदारी है इसलिए हम यहां व्यावसायिक नैतिकता का अध्ययन कर रहे हैं तो अगर मुखबिर ने यह सब किया है फिर से आप तय कर सकते हैं कि मानव संसाधन प्रबंधक के रूप में क्या अपनी क्षमता में मुखबिर का समर्थन करना है या नहीं दूसरा मुद्दा जिसका मानव संसाधन प्रबंधक सामना करते हैं है कर्मचारी पुरस्कार आप निष्पक्ष और उद्देश्य प्रणाली कैसे सुनिश्चित करते हैं या आप एक लाभ पैकेज की रचना में निष्पक्षता कैसे सुनिश्चित करते हैं आप कैसे सुनिश्चित करते हैं इनाम प्रणालियों को बांटने में दूसरों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन करने वाले कर्मचारियों को इनाम देने में निष्पक्षता इसलिए यह बहुत कठिन चीज है जिसका हम सभी मानव संसाधन प्रबंधक के रूप में सामना करते हैं फिर निष्पक्षता और फैट कैट वेतन एक और बात है जिसे हम मानव संसाधन प्रबंधकों के रूप में देखते हैं फैट कैट वेतन कुछ भी नहीं है बस अतिरिक्त वेतन जो इन दिनों वरिष्ठ अधिकारियों को दिया जाता है और वर्तमान वाद विवाद यह है कि क्या वरिष्ठ अधिकारी वास्तव में इसके लायक हैं यदि आप वरिष्ठ अधिकारियों के संगठन में दिए योगदान का लागत लाभ विश्लेषण करते हैं तो एक संमुखीन वेतन प्राप्त करते हैं क्या पर्याप्त लाभ है जो संगठन उनके योगदान से बना रहा है यदि नहीं तो उन्हें इतना ज्यादा वेतन क्यों दिया जाना चाहिए यह एक वाद विवाद है यह चल रहा है वे इसे फैट कैट सैलरी या फैट कैट वेतनकहते हैं जिसका अर्थ है बहुत सारे लोग महसूस करते हैं कि वरिष्ठ अधिकारियों को बहुत अधिक पैसा मिल रहा है वास्तव में वे इसके लायक नहीं हैं तो बहुत अधिक मात्रा में वेतन और लाखों डॉलर या करोड़ों रुपये और इसे कभी कभी संगठन के लिए अपने हितधारकों को समझाना कठिन हो जाता है कि इन लोगों को वास्तव में इतना अधिक वेतन भुगतान करने की आवश्यकता है क्योंकि वे जो भी करते हैं उसके मूर्त और अमूर्त लाभ वास्तव में जो कुछ भी उन्हें भुगतान किया जा रहा है उसको पार कर रहे हैं इसलिए फिर से संगठन को बहुत सावधान रहना होगा जैसा कि इस विवाद में नहीं पड़ना चाहिए और संगठन को यह सुनिश्चित करना चाहिए उचित वितरण या वेतन का उचित भुगतान और निर्णय लेने वाला जितना संभव हो उतना उचित और पारदर्शी होना चाहिए कुछ और के नैतिक पहलू निष्पक्षता और इनाम का निहितार्थ जब हम कर्मचारियों को पुरस्कृत करते हैं तो क्या निहितार्थ हैं पहली पारदर्शिता है आप लोगों को पुरस्कृत करने में पारदर्शिता कैसे सुनिश्चित करते हैं बहुत बार हमारे निर्णय गुणात्मक पहलू पर आधारित होते हैं क्या यह अच्छा है या यह बेहतर है क्या यह फ़ायदेमंद है या यह हानिकारक है बहुत बार हम मूर्त रूप से लाभों मे एक व्यक्ति का योगदान निर्धारित नहीं कर सकते हैंजो वह संगठन में ला रहा है तो हम कैसे तय करते हैं किसे कितना मिलना चाहिए दूसरी है बोधगम्यता बनाम जटिलता बहुत कठिन शब्द बोधगम्यता का मतलब है कर्मचारी की समझने की क्षमता या वह क्या प्राप्त कर सकता है इसका बोध बोधगम्यता बोध शब्द से आती है जोकि समझना शब्द से आता है जिसका अर्थ है समझना क्या कर्मचारी इन लाभों के पैकेज को समझते हैं सभी निष्पक्षता में सभी ईमानदारी में हमें अपने कर्मचारियों को स्पष्ट और सरल शब्दों में जितना संभव हो सके इन लाभों और इनाम प्रणालियों को अर्जित करने के लिए उन्हें क्या करना है यह बताने में सक्षम होना चाहिए जो हमने उनके लिए बनाकर रखे हैं मुझे पता होना चाहिए क्यों और कैसे मुझे कुछ मिल सकता है कंपनी कहती है हम आपको सवेतन छुट्टी देंगे और फिर कंपनी मुझे एक 3 पेज या एक 10 पेज का विवरण देती है जो मुझे करने की आवश्यकता है मैं इसे नहीं समझूंगी 5 6 10 पॉइंटर्स जब आप निरीक्षण कर रहे हो तो इतनी बिक्री बढ़नी चाहिए इतने लोगों को भर्ती किया जाना चाहिए ये सुनिश्चित करें कि ये कई कोई भी संगठन नहीं छोड़ते हैं इसलिए यदि स्पष्ट संकेत हैं तो मेरे लिए यह समझना आसान होगा कि मैं कैसे इन लाभों को प्राप्त कर सकती हूँ और फिर मैं उनकी ओर काम कर सकती हूँ और मेरे पास एक जाँच सूची हो सकती है और मैं चीजों की जांच करती रह सकती हूँ और उनकी ओर काम करती हूँ तो यह बोधगम्यता है जटिलता है लोगों की विविधता को समायोजित करना जिन्हें हम लाते हैं हम उन्हें चुनने के लिए एक बड़ा लाभ पैकेज देने की कोशिश करते हैं आप सबको समायोजित करना चाहते हैं और हम कहते हैं कि ठीक है आप इसमें से यह यह चुन सकते हैं उन्हें इन बातों को समझने में सक्षम होना चाहिए इसलिए हमें विविध लोग जिन्हें हम नियुक्त करते हैं उन्हें समायोजित करने के बीच और इन चीजों को समझने के लिए पर्याप्त सरल बनानाजो कि इनका उपयोग करने वाले हैं हमें कहां रेखा खींचना चाहिए इसलिए यह एक ऐसी चीज है जिससे निपटने की जरूरत है फिर अवसर की समानता निष्पक्षता और न्याय जॉन रॉल्स द्वारा प्रस्तावित मैं विस्तार में नहीं जाऊंगी हो सके तो आप इसे देखें लेकिन फिर कर्मचारियों के रूप में हम खुद की तुलना करते हैं मैं आपको बस एक संक्षिप्त स्नैपशॉट दूँगी कर्मचारियों के रूप में हम संगठन के भीतर एक ही विभाग के भीतर विभिन्न विभागों के भीतर जो मिलता है उसकी अपने साथियों के साथ तुलना करते हैं तो एक ही संगठन के भीतर लोग अपने साथियों के साथ जो वही काम कर रहे हैं जो हम कर रहे हैं तो लोग जो उतने ही प्रशिक्षित हैं उतने ही कुशल हैं लेकिन कुछ अलग कर रहे हैं और फिर हम अपनी तुलना भी उसी उद्योग के भीतर के लोगों से करते हैं लेकिन हमारे संगठन के बाहर और दूसरों के साथ जो हमारे जैसे ही कुशल और योग्य हैं लेकिन हमारे संगठन के बाहर पूरी तरह से एक अलग उद्योग में काम कर रहे हैं आप जानते हैं इसलिए यह स्वयं और दूसरे के बीच एक तुलना है और ये तुलना हमें यह तय करने या महसूस करने या समझने में मदद करती है कि हमारे साथ कितना अच्छा व्यवहार किया जा रहा है आप इसे इंटरनेट पर और अधिक देख सकते हैं इसलिए यह है कि कैसे हम कर्मचारी तय करते हैं क्या हमें एक समान अवसर दिया जा रहा है असमान नहीं लेकिन एक समान अवसर वह करने के लिए जो हम कर सकते हैं ठीक है और हम तय करते हैं क्या हमारे साथ उचित और न्यायपूर्ण व्यवहार किया गया है समान अवसर शेयरधारक मूल्य परिप्रेक्ष्य है सामान्य प्रथाओं में निष्पक्ष और खुली भर्ती प्रशिक्षण व्यापार के दृष्टिकोण से अच्छी समझ बनाएगा यह उम्मीद की जा सकती है हम जो भी करेंगे मुनाफा लाएंगे भेदभाव का कोई भी रूपअंततः संगठन को नीचे खींच देगा जल्दी या बाद में किसी भी भेदभाव जिसे हम लिप्त होते हैं संगठन को नीचे लाएगा अनपेक्षित परिणामों के कानून एक निश्चित तरीके से व्यवहार करने के लिए मजबूर करने का मतलब है कि बाद के कार्य अब नैतिक पसंदमें से एक नहीं है अगर कोई मेरे सिर पर बंदूक रखता है और कहता है कि आपको यही करने की आवश्यकता है और मेरा विवेक इसकी अनुमति नहीं देता है इसमें कुछ गड़बड़ है अगर जो भी मुझे करने के लिए कहा जा रहा है सही है मुझे इसे करने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए या तो मुझे इसके लिए सही कारण नहीं बताया जा रहा है या इसे मुझे ठीक से समझाया नहीं गया है यही कारण है कि मुझे यह करने के लिए मजबूर किया जा रहा है यदि वहां कारण है और मैं यह कर सकता हूँ तो मैं इसे करूँगा तो यह वही है जो हम महसूस करते हैं हमें यह तय करने में मदद करेगा कि क्या हमारे साथ उचित या अनुचित व्यवहार किया गया है अवसरों की समानता सांस्कृतिक विचार क्या यह समानता या न्याय संगति है समानता का मतलब है आप 10 घंटे काम में लग जाते हैंआपको यह वेतन मिलता है आज आप दस घंटे काम करते हैं इतना वेतन आपको मिलता है कल आप छह घंटे काम में लगाते हैं आपको इतना वेतन मिलता है न्याय संगति कहती है कि अगर काम की कुल मात्रा जो मैं दो दिन में करता हूँ 16 घंटे है तो क्या फर्क पड़ता है चाहे मैं एक दिन में 12 घंटे काम करूँ और दूसरे दिन चार घंटे काम करूँ या दोनों दिन 8 घंटे का काम या एक दिन में दस घंटे काम और दूसरे दिन छह घंटे काम यदि उत्पादन समान है तो मुझे समान मात्रा में लाभ मिलना चाहिए तो क्या यह बराबर है या यह न्याय संगत है मैं जानती हूँ यह बहुत खराब उदाहरण है लेकिन यह हम कैसे तय करते हैं इसलिए हम इसे विषयानुसार के आधार पर करते हैं न्याय संगति समसामयिक दृष्टिकोण से चीजों को देखने की हमारी क्षमता के साथ व्यवहार करती है हम पिछले व्याख्यान में जिस बारे में बात कर रहे थे निरपेक्षवाद बनाम सापेक्षवाद समानता निरपेक्षता के बारे में है न्याय संगति सापेक्षतावाद के बारे में है तो हम कैसे तय करते हैं और ये चीजें सांस्कृतिक रूप से निर्धारित हैं एक पश्चिमी या मुझे पश्चिमी नहीं कहना चाहिए व्यक्तिवादी संस्कृति में निहित एक संगठन एक समुदाय उन्मुख संस्कृति में काम करने के लिए आ रहा है इस समस्या का सामना करेगा क्योंकि एक व्यक्तिवादी संस्कृति में निहित एक संगठन चीजों को एक अंत परिप्रेक्ष्य के साधन से देखेगा लक्ष्य अधिक महत्वपूर्ण हैं समुदाय उन्मुख संस्कृतियां यह देखने के लिए होती हैं कि चीजें कैसे की जाती हैं ताकि उन्हें कोई नुकसान न पहुंचे इसलिए हम समुदाय को देखते हैं जो प्रभावित हो रहा है तो जब ये दोनों एक साथ आते हैं तो उन्हें समझ में नहीं आता है कि लचीले काम के घंटे आप लोगों को क्या देते है उसका भाग होना चाहिए आपको परिवार को ध्यान में रखना होगा आपको स्थानीय छुट्टियों को ध्यान में रखना होगा जब आप लोगों को समय देने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको 'X' 'Y' की बहनों माताओं मौसी चचेरे भाई की शादी को ध्यान में रखना होगा आप यह नहीं कह सकते यह आपके सगे परिवार में होना है आप जानते हैं ये बातें महत्वपूर्ण हैं तो यह है कैसे हम सांस्कृतिक रूप से कुछ उचित है या नहीं यह निर्धारित करते हैं और फिर यह एक समस्या बन जाती है एचआर लोगों के लिए जिन्हें ये निर्णय लेने हैं निष्पक्ष रोज़गार बनाम सकारात्मक कार्रवाई निष्पक्ष रोज़गार से तात्पर्य है कोई भी स्थिति जिसमें अवैध भेदभाव से रोज़गार के निर्णय प्रभावित नहीं होते हैं सकारात्मक कार्रवाई का उद्देश्य नियोक्ताओं से आग्रह करके लोगों के कुछ समूहों को काम पर लेकर जिनके साथ अतीत में भेदभाव किया गया था निष्पक्ष रोज़गार के लक्ष्य को पूरा करना है हम रेखा कहां खींचते हैं हम किसके प्रति निष्पक्ष हो रहे हैं क्या मैं उम्मीदवारों के वर्तमान पूल के लिए निष्पक्ष हूँ या मैं पूरे समुदाय के लिए निष्पक्ष हूँ जब हम सकारात्मक कार्रवाई के बारे में बात करते हैं तो हम प्राचीन काल से हमारे सामाजिक वातावरण के लिए निष्पक्षता के बारे में बात कर रहे हैं यदि हमने अतीत में समुदाय के एक निश्चित हिस्से को चोट पहुँचाई है तो इसके लिए बनाने का यह हमारा मौका है यही सकारात्मक कार्रवाई कहती है निष्पक्ष रोज़गार कहता है आज मेरे पास क्या है अगर मेरे पास यह है तो आज मैं इससे निपटूंगाअतीत में जो हुआ उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ भविष्य में क्या होता है इसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ आज मैं आज हाथ में क्या है के आधार पर मैं यह प्लस या माइनस निर्णय करूँगा तो यह वह जगह है जहां यह स्थिति आती है और फिर आप जानते हैं यह दुविधा आती है बहुत संवेदनशील विषय और मैं कोशिश करूंगी जितना संभव हो उतना उद्देश्यपूर्ण होने का जब हम इसके साथ काम कर रहे हैं भेदभाव का मतलब है लोगों के बीच भेद करना हम लोगों के बीच में भेद करते हैं दो प्रकार के भेदभाव जो मौजूद हैं एक है असमान बर्ताव जो तब होता है जब कोई नियोक्ता किसी कर्मचारी के साथ अलग बर्ताव करता है उसके संरक्षित वर्ग ओहदे के कारण अन्य है प्रतिकूल प्रभाव या असमान प्रभाव जब एक ही मानक सभी कर्मचारियों के लिए लागू किया जाता है लेकिन यह मानक संरक्षित वर्ग को अधिक या नकारात्मक या प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है तो फिर हम बात करते हैं असमान बर्ताव या असमानता की हम अनिवार्य रूप से कह रहे हैं कि एक निश्चित समुदाय से संबंधित कर्मचारी को मैं और अधिक दूंगी मैं उस कर्मचारी को प्राथमिकता दूंगी या मैं उन्हें प्राथमिकता नहीं दूंगी क्योंकि वे एक निश्चित समुदाय के हैं या क्योंकि वे बड़े हैं या क्योंकि वे छोटे हैं या जो भी हो जब हम प्रतिकूल प्रभाव के बारे में बात करते हैं तो हम कह रहे हैं कि हम हर किसी के साथ उचित व्यवहार करेंगे और ऐसा करने मे यह मेरी ज़िम्मेदारी नहीं है अगर कुछ लोगों को अंततः दुख हो या ना हो अब यहाँ अंतर स्पष्ट हैं असमान बर्ताव से तात्पर्य है प्रत्यक्ष भेदभाव प्रतिकूल प्रभाव को संदर्भित करता है अप्रत्यक्ष भेदभाव जहां हमें एहसास नहीं है या हम आँखें बंद कर लेते हैं अंतिम परिणाम क्या हो सकते हैं के लिये असमान बर्ताव विषम बर्ताव है प्रतिकूल प्रभाव परिणाम के असमान निष्कर्षों को संदर्भित करता है तो बर्ताव समान है लेकिन परिणाम अलग हैं क्योंकि लोगों की अलग अलग विशेषताएँ हैं असमान बर्ताव के निर्णय नस्लीय यौन आधार या कारण के साथ शासन करते हैं प्रतिकूल प्रभाव नस्लीय यौन निष्कर्षों या परिणामों के साथ शासन करते हैं तो एक में कारण निर्धारित कर रहा है हम लोगों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं और दूसरे में परिणाम निर्धारित करते हैं कि हमने अतीत में लोगों के साथ कैसा व्यवहार किया है वह कार्योत्तर है असमान बर्ताव जानबूझकर भेदभाव है प्रतिकूल प्रभाव ज्यादातर मामलों में अनजाने में भेदभाव है असमान बर्ताव का तात्पर्य पूर्व निर्धारित कार्यों से है प्रतिकूल प्रभाव संदर्भित करता है तटस्थ क्रियाओं को लेकिन अंतर परिणामों के साथ असमान बर्ताव लोगों के विभिन्न समूहों के लिए विभिन्न मानकों को इंगित करता है प्रतिकूल प्रभाव लोगों के विभिन्न समूहों के लिए समान मानकों लेकिन अलग अलग परिणामों को इंगित करता है हमें तय करना है कि हम किस तरफ हैं दोनों को भेदभाव माना जा सकता है हम भेदभाव के आरोपों का प्रबंधन कैसे करते हैं अगर उन्हें हमारे संगठन के खिलाफ लाया जाता है नंबर एक हमें नौकरी संबद्धता को संबंधित निर्णय निर्णय के कारण के रूप में दिखाना चाहिए मैंने यह निर्णय लिया क्योंकि जो कुछ भी मैं कह रही थी उस नौकरी से संबंधित था जो ये लोग करने वाले थे इसका उनकी पृष्ठभूमि से कोई लेना देना नहीं था यदि आप यह प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं तो आपने जानबूझकर या अनजाने में अंत में कुछ लोगों के समूहों के खिलाफ भेदभाव करेंगे तो एक को बहुत सावधान रहना होगा अन्य है प्रामाणिक व्यावसायिक योग्यता प्रामाणिक व्यावसायिक योग्यता एक विशेषता को संदर्भित करता है जोकि सभी कर्मचारियों के लिए किसी विशेष नौकरी के लिए मौजूद होनी चाहिए इसका मतलब है कि उदाहरण के लिए मैंने आपको यहां उदाहरण दिया है तो जब आप स्लाइड प्राप्त करेंगे तब आप इसे देखेंगे उदाहरण के लिए हम उच्च शिक्षा के संस्थानों में संकाय के लिए अब पीएचडी होना आवश्यक है आप एक उत्कृष्ट शिक्षक हो सकते हैं लेकिन यदि आपके पास पीएचडी नहीं है तो आपको अगले स्तर पर पदोन्नत नहीं किया जाएगा या आपको अंदर ही नहीं लिया जा सकता है व्याख्याता के रूप में लिया जा सकता है और बस आप प्रगति नहीं करते हैं इसका आपसे कोई लेना देना नहीं है लेकिन यदि आपको अन्य पीएचडी का मार्गदर्शन करने की आवश्यकता है यदि आपको योगदान करने की आवश्यकता है तो आप पेपर प्रकाशित कर सकते हैं लेकिन यदि आपके पास डिग्री नहीं है तो आप आगे नहीं बढ़ सकते या पायलटों के लिए सही दृष्टि आप मानसिक रूप से बहुत मजबूत हो सकते हैं सब कुछ हो सकता है ठीक है लेकिन एक पायलट के रूप में आपको कुछ दूरियों को देखना होगा आप में से एक को एक नींद विकार है या यदि आपको उच्च रक्तचाप है पायलटों को बहुत अधिक तनाव की स्थितियों से निपटना पड़ता है उन्हें ठीक से देखने में सक्षम होना चाहिए उन्हें एक लंबी उड़ान भरने से पहले ठीक से सोने में सक्षम होना चाहिए इसलिए आपको नौकरी पर नहीं रखा जा सकता है इसका आपके स्वास्थ्य से कोई लेना देना नहीं है या आप यह नहीं कह सकते कि आप भेदभाव कर रहे हैं क्योंकि मैं बीमार हूँ नौकरी की आवश्यकताएं ऐसी हैं आप क्या करते हैं तो आपको यह प्रदर्शित करने में सक्षम होना चाहिए कि काम को ठीक से करने के लिए उस विशेष योग्यता की आवश्यकता थी यह प्रणाली जहां तक संभव हो समय से पहले सभी कर्मचारियों के लिए अच्छी तरह से स्थापित और संप्रेषित होनी चाहिए इसलिए यदि वरिष्ठता आपके निर्णय का मानदंड है तो अंतिम समय पर आप यह नहीं कह सकते कि अमुक व्यक्ति वरिष्ठ है इसे समय से पहले लोगों को बताना होगा संगठन के सुरक्षित और कुशल संचालन के लिए नियोजन अभ्यास की आवश्यकता होने पर व्यावसायिक आवश्यकता पर आप भरोसा करने में सक्षम हो सकते हैं और भेदभावपूर्ण प्रथा के लिए एक अधिभावी व्यावसायिक उद्देश्य है इसलिए अगर आपको किसी आपात स्थिति में निर्णय लेना है और आप कहते हैं अमुक व्यक्ति उपलब्ध था मुझे इस व्यक्ति को कॉल करना था क्योंकि आप वहां नहीं थे और आप कहेंगे मैं अगली पंक्ति में था कोई फर्क नहीं पड़ता है मुझे यह करना था वहां एक आपात काल है मुझे किसी की जरूरत थी अमुक व्यक्ति वहाँ था भले ही यह व्यक्ति आप से 10 साल कनिष्ठ हो लेकिन व्यक्ति में क्षमता है मैंने उसे प्रशिक्षित किया और मुझे खेद है आप छुट्टी पर थे लेकिन आपको वह अवसर नहीं दिया जा सकता था लेकिन आपको यह एक बहुत ही क्रिस्टल स्पष्ट ठोस तरीके से प्रदर्शित करने में सक्षम होना चाहिए अन्य था आप पर भेदभाव पूर्ण होने का मुकदमा किया जा सकता है अलग अलग विकलांग कर्मचारियों के लिए उचित आवास एक और चीज है जिसकी आवश्यकता है नियोक्ता सहमत हैं ये पश्चिमी या अमेरिका आधारित जनादेश हैं लेकिन वे दुनिया भर के अधिकांश देशों में लागू हैं तो कर्मचारियों की ज्ञात विकलांगता के लिए नियोक्ताओं को उचित आवास बनाना चाहिए उदाहरण के लिए इन दिनों भारत में भी हमारे पास है बहुत सी जगहों पर पहियेदार कुर्सी सुलभ होना आवश्यक है हमें कार्यालय भवन की हर मंज़िल में भारतीय शैली की टॉयलेट सीटें होनी आवश्यक हैं क्योंकि भारतीयों के शौचालाय उपयोग करने का यही तरीका है तो इस तरह की बातें यह विकलांगता नहीं है इसलिए यदि आपके पास भारतीय सीट है तो यह एक अनिवार्य आवश्यकता है लेकिन जब हम विकलांगता के बारे में बात करते हैं तो मेरा मतलब है आपको कर्मचारियों की ज्ञात विकलांगता के लिए समर्थन करने की आवश्यकता है नियोक्ता उचित आवास प्रदान करने से बचने के लिए एक विकलांग व्यक्ति को रोज़गार से इनकार नहीं कर सकते आप ऐसा नहीं कह सकते मेरे पास मेरे संगठन में बहुत सारे विकलांग लोग नहीं हैं इसलिए मैं भूतल को पहियेदार कुर्सी सुलभ नहीं बनाऊंगा यहां तक कि यदि कोई व्यक्ति आता है तो आपको पहियेदार कुर्सी सुलभ करानी होगी जब तक यह बहुत अधिक नहीं हो जाता है उदाहरण के लिए भारत में बहुत सारे संगठनों में निम्नांगों के पक्षाघात से ग्रस्त कर्मचारियों के लिए उपकरण प्रदान करने की क्षमता नहीं है तो यह मुश्किल हो जाता है आप नहीं जान सकते जब तक कि कर्मचारी अपने खुद के उपकरण नहीं लाते आप आवास बना सकते हैं लेकिन आपके पास यह उपकरण उपलब्ध कराने के लिए धन नहीं हो सकता है किसी भी आवास की आवश्यकता नहीं है यदि व्यक्ति पद के योग्य नहीं है कुछ योजनाएँ सकारात्मक कार्य योजना हम सकारात्मक कार्य के लिए योजना कैसे बनाएँगे हम किस तरह समावेश कदम उपयोग विश्लेषण की योजना बनाते हैं पहला कदम है जो आवश्यक है उसका विश्लेषण इसलिए हम इस विश्लेषण को करते हैं हम संगठन में सभी नौकरियों को वर्गीकरण में विभाजित करके वर्तमान कार्य बल की जनसांख्यिकीय संरचना का निर्धारण करते हैं फिर हम उपलब्ध श्रम बाजार में उन्हीं संरक्षित वर्गों का प्रतिशत निर्धारित करते हैं जैसे मैंने आपसे कहा आत्म अंतर्दृष्टि स्व बाहर इसलिए हमें पता चलता है कि उद्योग द्वारा क्या किया जा रहा है और हम पता लगाते हैं और यह करने का एक तरीका है इस 8 कारक उपलब्धता विश्लेषण का उपयोग करके हम इन विभिन्न 8 कारको को देखते हैं जिन्हें यहां सूचीबद्ध किया गया है इसमें स्थानीय आबादी स्थानीय नियोजित श्रमिक श्रम बल योग्य श्रमिक श्रम बाजार में योग्य कर्मचारी वर्तमान कर्मचारी स्थानीय शिक्षा और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के स्नातक और नियोक्ता द्वारा प्रायोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेने वाले शामिल हैं हम तुलनात्मक तालिका बनाते हैं और फिर हम तय करते हैं कहां हमें कुछ चीजों को संतुलित करने की जरूरत है चरण दो है लक्ष्य और समय सारिणी निर्धारित करना उन्हें न्यून उपयोग का आकार ध्यान में रखना चाहिए हमें कितने लोग कार्य करने के लिए चाहिए कितनी तेजी से कार्य बल बदल रहा है कितने लोग हमें छोड़ कर जाते और आते हैं कितनी तेजी से कार्य बल बढ़ या कम हो रहा है हो सकता है हम अपने संगठन का आकार सही कर रहे हैं आप जानते हैं हम कितने लोगों को सालाना आधार पर या समय समय पर नौकरी पर रखते हैं तो और कार्यों के प्रकार जो नियोक्ता लेने वाला है कार्य योजनाएँ एक बार हमने तय कर लिया कितने लोगों की जरूरत है और क्या चल रहा है आप जानते हैं हमने लक्ष्य निर्धारित किए हैं और हमने समय सारणी निर्धारित की है फिर हमें एक कार्य योजना तैयार करने की आवश्यकता है हम वास्तव में तय करते हैं कि कौन से सकारात्मक कार्य करने हैं US अमेरिकी प्रणाली की तरफ से कुछ सुझाव हैं हमें संरक्षित वर्ग के सदस्यों को भर्ती करना चाहिए अंत में हम नौकरी बना सकते हैं ताकि कम प्रतिनिधित्व वाले श्रमिकों के योग्य होने की अधिक संभावना हो हम कम तैयार आवेदकों के लिए विशेष प्रशिक्षण प्रदान कर सकते हैं हम उन्हें प्रशिक्षण दे सकते हैं हम उन्हें कुछ अतिरिक्त दे सकते हैं हम निश्चित समय के लिए उनका हाथ पकड़ सकते हैं ताकि वे अपने साथियों के साथ बराबरी पर हो और रोज़गार के लिए कोई भी अनावश्यक बाधाओं को हटाकर आप उन्हें अधिक समय दे सकते हैं उदाहरण के लिए भारत में जब हम नौकरियों के लिए आवेदन करते हैं तो हम जानते हैं कि दूर दराज के क्षेत्रों के लोग इसे समय सीमा तक नहीं बना पाएंगे तो एक धारा है कि देश के उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लोग लेह के लोग हिमालय की ऊपरी पहुंच कभी कभी जन जातीय क्षेत्रों के लोग अंडमान और लक्षद्वीप के लोग अपना आवेदन देने के लिए एक निश्चित संख्या अतिरिक्त दिन ले सकते हैं इसलिए समय सीमा अलग हैं ताकि उनके पास एक समान अवसर हो विज्ञापन देखने के लिए निर्णय लेने के लिए और फिर हम गणना करते हैं कि उन्हें अपना आवेदन भेजने के लिए कितने अतिरिक्त समय की आवश्यकता होगी और हम उन्हें उतना समय देते हैं इसलिए आप रोज़गार के लिए अनावश्यक बाधाओं को हटा दें आप उन्हें कुछ देते हैं आप उनके हाथ पकड़ते हैं थोड़ा और अधिक के लिए और सुनिश्चित करते हैं कि डाक में देरी और सभी उनके आवेदनों को प्रभावित नहीं करते हैं या हम कहते हैं कि इस तिथि तक आपके आवेदन पोस्ट मार्क हो जाने चाहिए तो स्टैम्प वही होना चाहिए उसी तारीख को जिसे कार्य दिवस होना चाहिए और फिर अगर हमें पहुंचने में 20 दिन लगते हैं तो 20 दिन लगते हैं हम उस समय की गणना नहीं करेंगे तो यह करने का एक और तरीका है उल्टा भेदभाव भेदभाव के आरोपों से बचने के लिए हमारे प्रयासों में समावेशी होने के लिए हम श्रमिकों के गैर संरक्षित वर्गों के साथ अन्याय कर सकते हैं फिर हम क्या करते हैं यह एक चुनौती है और एक बहस चल रही है समान रोज़गार के अवसर में आप नुकसान से कैसे बचेंगे कम प्रतिनिधित्व वाले समूहों को प्रशिक्षण प्रदान करें शिकायत समाधान प्रक्रिया स्थापित करें किसी भी समय भेदभाव का एक समूह है लोगों को पता होना चाहिए किसे किसके पास जाना है और यह एक निष्पक्ष और आरामदायक और सुरक्षित प्रक्रिया होनी चाहिए आपको हमेशा अपने फ़ैसलों को दस्तावेज़ करना चाहिए और अपने निर्णयों के बारे में अपने कर्मचारियों के साथ ईमानदार रहें विशेष रूप से निर्णय जो संभावित मुकदमों को ला सकते हैं केवल इतनी ही जानकारी के लिए पूछे जितनी आपको जानना आवश्यक है मैंने इसके बारे में बात की थी जब मैं नई भर्ती करने की बात कर रही थी हमें अपने कर्मचारियों की वैवाहिक स्थिति जानने की आवश्यकता नहीं है जब तक हमारा उनके जीवन साथी के लिए स्वास्थ्य लाभ प्रदान करने का इरादा नहीं है हमें अपने कर्मचारियों के धर्म को जानने की आवश्यकता नहीं है जब तक कि हम उन्हें धार्मिक अवकाश देने का इरादा न करें तो फिर यह व्यक्तिगत जानकारी है धर्म एक व्यक्तिगत मामला है विवाह एक व्यक्तिगत मामला है किसी को भी इन विवरणों को जानने की जरूरत नहीं है जब तक यह मेरे करने वाले काम को सीधे प्रभावित नहीं करता है हमें क्यों जानना चाहिए जो अनावश्यक रूप से कुछ लोगों को असहज कर सकता है इसलिए यदि आप इन चीजों से बचते हैं तो हमारे संगठन में लोग अधिक सहज होंगे आज आपके लिए मेरे पास यही सब है कृपया इन मुद्दों के बारे में सोचें और मंच के माध्यम से मेरे साथ संपर्क करने के लिए स्वतंत्र महसूस करे यदि आपके पास कोई प्रश्न या संदेह या कोई विचार है कि यह कैसे तो आप इन मुद्दों पर अधिक विस्तार से अपनी कक्षाओं में या अपने साथियों के बीच चर्चा कर सकते हैं